प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत है आज की कक्षा में हम रूट ब्रांचिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं विशेष रूप से प्लांट में लेटरल रूट डेवलपमेंट तो ब्रांचिंग बहुत महत्वपूर्ण है या प्लांट की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में ब्रांचिंग बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि यह प्लांट बॉडी में एक उचित वास्तुकला स्थापित करने में मदद करती है यहां एक सामान्य मॉडल प्लांट में आप देख सकते हैं कि रूट सिस्टम में कुछ ब्रांचिंग हैं जिन्हें रूट ब्रांचिंग कहा जाता है और फिर शूट सिस्टम ये ब्रांचिंग की प्रक्रिया से भी गुजरते हैं आज के व्याख्यान में हम रूट ब्रांचिंग पर ध्यान देंगे और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रूट ब्रांचिंग पूरे रूट सिस्टम के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है यह एक उचित रूट आर्किटेक्चर स्थापित करता है जो प्लांट के अवशोषण और प्लांट के एंकरेज फ़ंक्शन में कुशल होने के लिए महत्वपूर्ण है यदि आप पिछले व्याख्यान याद करते हैं हमने मेरिस्टेम मैन्ट्नन्स पर चर्चा की है जो मेरिस्टेम की टिप पर होता है फिर यदि आप सेल बढ़ाव और परिपक्वता के चरण के दौरान थोड़ा ऊपर आते हैं तो ये चरण हैं या ये ऐसे स्थान हैं जहां ऊतक पैटर्निंग होती है जहां विभिन्न ऊतक विभिन्न कोशिका प्रकार विभिन्न पहचान होती हैं लेकिन यदि आप मैट्यूरेशॅन जोन में आते हैं या डिफ़र्इन्शीएशन जोन में दृश्यमान ब्रांचिंग शुरू होती हैं तो हम इस व्याख्यान में इस रूट ब्रांचिंग को शामिल करेंगे रूट सिस्टम आर्किटेक्चर प्लांट की प्रजातियों में महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्लांट में रूट सिस्टम आर्किटेक्चर में भारी भिन्नता है लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर के आधार पर कुल प्रकार के रूट प्रकारों को विभाजित करते हैं तो दो प्रमुख रूट प्रकार हैं एक है टैप रूट सिस्टम दूसरा एक फ़ाइब्रस रूट सिस्टम है टैप रूट सिस्टम में आपकी एक प्राइमरी रूट्स होती है जिसे आप यहां देख सकते हैं यह Arabidopsis रूट सिस्टम है यह गाजर है फ़ाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में मौजूद होती है जबकि टैप रूट सिस्टम डिकाट प्लांट्स में मौजूद होते हैं फ़ाइब्रस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट्स होती हैं लेकिन बाद में कुछ अतिरिक्त रूट्स आने लगती हैं जिन्हें प्रजातियों के आधार पर ऐड्वन्टिशस रूट्स या क्राउन रूट्स कहा जाता है तो यह मक्का और चावल का एक विशिष्ट उदाहरण है चावल में आप देख सकते हैं कि ये क्राउन रूट्स हैं यह प्राइमरी रूट्स हैं और फिर बहुत सारी लेटरल रूट्स हैं जो दोनों प्राइमरी रूट्स और साथ ही साथ यह जड़ें ऐड्वन्टिशस रूट्स से आ रही हैं और इसी तरह का केस मक्का के साथ है तो यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लांट में कैसे इस रूट सिस्टम का पैटर्न या संरचना स्थापित की जाती है तो हम यहां मॉडल डाइकोट प्लांट Arabidopsis thaliana में रूट लेटरल रूट डेवलपमेंट का उदाहरण लेंगे इसलिए यदि आप देखें कि यह अरेबिडोप्सिस थालियाना बीजारोपण है तो आप देख सकते हैं कि यह प्राइमरी रूट्स है प्राइमरी रूट्स बढ़ रही है और फिर यदि आप बेस को देखते हैं तो आपको कोई दृश्यमान रूट हेयर नहीं दिखते हैं क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां मेरिस्टेम है मेरिस्टेम यहां कहीं है तो आपके पासईलाँग्गेशन ज़ोन है और उच्चतर स्तर पर आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि बहुत सारी उभरी हुई लेटरल रूट्स आ गई हैं तो ये लेटरल रूट्स हैं जो मैट्यूरेशॅन ज़ोन में आ रही हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा प्रक्रिया या कार्यक्रम इस लेटरल रूट्स निर्माण के लिए आवश्यक विकासात्मक कार्यक्रम की शुरुआत कहीं से हुई है इसलिए हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है और अगर आप अरेबिडोप्सिस में देखें तो लेटरल रूट् विकास की प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित है और सब ब्रांचिंग पोस्ट इम्ब्रीऑनिकली के बाद होती है तो ये लेटरल रूट्स हैं जो मैट्यूरेशॅन ज़ोन में आ रही हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा प्रक्रिया या कार्यक्रम इस लेटरल रूट्स निर्माण के लिए आवश्यक विकासात्मक कार्यक्रम की शुरुआत कहीं से हुई है इसलिए हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है और अगर आप अरेबिडोप्सिस में देखें तो लेटरल रूट् विकास की प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित है और सब ब्रांचिंग पोस्ट इम्ब्रीऑनिकली के बाद होती है तो लेटरल रूट्स रूट्स से आ रहे हैं तो ये रूट जनित रूट हैं जिसका अर्थ है कि आपके पास पहले से ही एक डिफ़र्इन्चीएटिड रूट सिस्टम है फिर अचानक उस रूट से एक नई शाखाएं या नई रूट्स उत्पन्न होती हैं और यह केवल तभी संभव है जब कोई नई मेरिस्टेम है जो कि यहां कहीं रूट में उत्पन्न हुई है जो लेटरल मेरिस्टेम है जिसका अर्थ है कि एक प्रक्रिया है तो आपके पास एक डिफ़र्इन्चीएटिड कोशिका है फिर डिफ़र्इन्चीएटिड कोशिका को कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर यह एक मेरिस्टेम पैदा करेगा और फिर उस मेरिस्टेम के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अरेबिडोप्सिस में यह ज्ञात है कि सेल जाइलम के आगामी है पेराइकल सेल तो यह मूल रूप से लॉन्जटूडनल दृष्टिकोण है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह एपिडर्मिस है फिर एपिडर्मिस के नीचे आप कॉर्टेक्स हैं फिर कॉर्टेक्स के नीचे आपके पास एंडोडर्मिस है और फिर एंडोडर्मिस के अंदर इस परत को पेराइकलिस कहा जाता है और फिर आपके पास संवहनी ऊतक होता है यदि आप एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह पेरीसाइकिल परतें इस तरह हैं लेकिन जाइलम यहां एक तरह की धुरी बनाता है तो पेरिसायकल सेल होते हैं जो जाइलम के करीब होते हैं और जाइलम पोल पेरिसायकल कोशिकाओं के रूप में कहा जाता है और यह देखा गया है कि Arabidopsis thaliana के मामले में इन पेराइकल कोशिकाओं में मूल रूप से लेटरल रूट डिविलप्मिन्टल विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने की क्षमता होती है और जब ऐसा होता है परिपक्व या डिफ़र्इन्चीएटिड पेरीसाइकिल कोशिका कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती हैं तो डिफ़र्इन्चीएटिड सेल डि डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया से गुजरता है और फिर विभाजन शुरू कर देता है और फिर लेटरल रूट का री डिफ़र्इन्शीएशन शुरू कर देता है तो लेटरल रूट विकास की इस पूरी प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है बहुत प्रारंभिक चरण में एक पेराइकल कोशिकाएं होती हैं जब यह एक से अधिक सेल डिवीजन से शुरू होती है और सेल डिवीजन के विभिन्न ऑरीइन्टेशन होते हैं कुछ पेरिकेलिनल हैं और कुछ एंटीकाइनल हैं और ये प्राइमोर्डिया के विकास में परिणाम करते हैं इसे लेटरल रूट प्राइमोर्डिया कहा जाता है और फिर लेटरल रूट विकास के बाद के चरण में विभिन्न ऊतक विशिष्ट रूट जैसे QC और रूट मेरिस्टेम संगठन की तरह अपनी पहचान लेना शुरू करते हैं तो नया रूट मेरिस्टेम जो यहां स्थापित किया गया है उसमें QC है फिर आपके पास एपिडर्मिस है आपके पास रूट सिस्टम की परत के समान कोर्टेक्स है और एक बार जब यह प्राइमर्डिया बढ़ने लगती है तो यह टूटना शुरू हो जाएगा और यह बाहर निकलना शुरू हो जाएगा इसे रूट इमर्जन्स कहा जाता है तो लेटरल रूट डिविलप्मिन्ट की पूरी प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है पहले चरण में रूट मेरिस्टेम लेटरल रूट स्पेसिफिकेशन प्रिमोर्डिया स्पेसिफिकेशन है फिर प्रिमोर्डिया डिफ़र्इन्शीएशन जहां यह सभी टिशू पैटर्निंग हो रही है और फिर अंत में लेटरल रूट प्राइमर्डिया इमर्जन्स होता है और एक महत्वपूर्ण बात जो यह पाई गई है कि लेटरल रूट इनिशीएशन की यह प्रक्रिया इनिशीएशन से शुरू होती है विनिर्देश से शुरू होकर इमर्जन्स तक इस पूरी प्रक्रिया में प्लांट हॉर्मोन ऑक्सिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता पाया गया है और अगर आप याद करते हैं कि हमने देखा है कि ऑक्सिन एक मोर्फोजेन के रूप में कार्य करता है यह ग्रेडिएंट डिपेंडेंट तरीके या कॉन्सनट्रेशन डिपेंडेंट तरीके से कार्य करता है यदि आपके पास ऑक्सिन की उच्च मात्रा है तो पौधों में एक पूर्ण मेकॅनिज्म है जो मूल रूप से ऑक्सिन का परिवहन करता है तो आप ऑक्सिन को एक सेल से दूसरे सेल में स्थानांतरित कर सकते हैं और इस तरह के मेकॅनिज्म को ध्रुवीय ऑक्सिन परिवहन कहा जाता है और यह ध्रुवीय ऑक्सिन परिवहन मूल रूप से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सिन मैक्सिमा और अन्य कोशिकाओं में ऑक्सिन मिनिमा उत्पन्न करने में मदद करता है तो यहां एक सहसंबंध है यदि आप ऑक्सिन गतिविधि को देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये सेल ऑक्सिन मैक्सिमा शुरू करते हैं तो ये सेल असममित सेल डिवीजन की प्रक्रिया से गुजर रहा है और सेल छोटा सेल जो केंद्र की ओर है उनके पास अधिक ऑक्सिन हैं तुलना में उन कोशिकाओं की जो बाहरी तरफ हैं और फिर अंततः विकास में ऑक्सिन मैक्सिमा केवल इस क्षेत्र में जमा होना शुरू हो जाता है विकासशील रूट्स की टिप हम इस मेकॅनिज्म को विस्तार में देखेंगे यह केवल यह दिखाने के लिए है कि लेटरल रूट प्राइमर्डिया स्थापना जाइलम पोल पेराइकल सेल से शुरू होती है J0121 एक मार्कर है जो विशेष रूप से परिपक्व या डिफ़र्इन्चीएटिड जाइलम ध्रुव पेराइकल कोशिकाओं में व्यक्त करता है इसलिए यदि आप यहां देखें तो यह GFP चला रहा है यदि आप बहुत ध्यान से देखते हैं कि यह जाइलम कोशिकाएं हैं तो आप इसकी संरचना के आधार पर जाइलम कोशिकाओं की पहचान कर सकते हैं क्योंकि जाइलम में बहुत सारे संशोधन हैं बहुत सारे लिग्निनऔर सेकेंडरी सेल वॉल संशोधन उसके आधार पर आप स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि यह जाइलम है और कोशिका जो जाइलम के ठीक अगला है वह है पेरीसाइकिल सेल जाइलम पोल पेराइकल सेल और ये जाइलम पोल पेराइकल कोशिकाएं विशेष रूप से इस जीन को व्यक्त कर रही हैं और एक बार ये जाइलम पोल पेरिसायकल ये लेटरल रूट इनिशीएशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं जाइलम पोल पेरीसाइकिल सेल ने एक विशेष समय बिंदु पर विभाजित करना शुरू कर दिया है और एक बार जब यह विभाजित करना शुरू कर दिया है तो यह पेराइकल कोशिकाओं की इस पहचान को खो रहा है और इसने स्टेम सेल पहचान प्राप्त कर ली है और वह स्टेम सेल अंततः प्रारंभिक अवस्था में प्राइमर्डियाकी वृद्धि करने वाला है और यह इमर्जिंग प्राइमोर्डिया है इमर्जिंग लेटरल रूट प्राइमर्डिया यह क्रॉस सेक्शन है तो यह J0121 प्रमोटर के तहत GUS अभिव्यक्ति चला रहा है यदि आप एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह जाइलम अक्ष है यह फ्लोएम पोल है और ये दो कोशिकाएं जो जाइलम अक्ष के पास में हैं या जो जाइलम अक्ष के संपर्क में हैं वे जाइलम पोल साइक्लिन सेल हैं विशेष रूप से इन मार्करों को व्यक्त करते हुए यह जांचने का एक और तरीका है कि क्या जाइलम पोल पेराइक्लिस कोशिकाएं सीधे लेटरल रूट विकास में शामिल हैं इस प्रयोग को किया गया था यह DTA यह एक तरह के टोक्सिन का उत्पादन करता है तो यदि आप एक सेल में इस टोक्सिन का उत्पादन करते हैं तो कोशिका को मार दिया जाएगा और फिर आप देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव है तो यहाँ क्या हो रहा है कि इन कोशिकाओं में इन टोक्सिन का उत्पादन विशेष रूप से किया जा रहा है जो कि जाइलम पोल पेराइकल कोशिकाएं हैं और अगर आप ऐसा करते हैं कि आप इन पौधों में देख सकते हैं कि जब आप जाइलम ध्रुव पेराइकल कोशिकाओं को मारते हैं तो आपको यहां लेटरल रूट विकास दिखाई नहीं देता है तो यह भी सुझाव है कि जाइलम पोल पेराइकल सेल वह कोशिका है जो लेटरल रूट विकास कार्यक्रम को जन्म देती है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ऑक्सिन एक महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के विकास के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करता है यहाँ हम सिर्फ ऑक्सिन सिग्नलिंग का एक त्वरित रूप देखेंगे औक्सिन एक महत्वपूर्ण प्लांटफाइटोहोर्मोन है जिसे ज्यादातर यंग ऊतकों में संश्लेषित किया जा रहा है और जब इस ऑक्सिन को संश्लेषित किया जाता है तो बहुत सारे ऑक्सिन बायोसिंथेसिस मार्ग 3 4 ऑक्सिन बायोसिंथेसिस मार्ग होते हैं फिर आपके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सिन बायोसिंथेसिस में मदद कर रहे हैं और एक बार ऑक्सिन बायोसिंथेसाइज्ड हो जाता है इसके होमोस्टैसिस को बनाए रखने के लिए एक मेकॅनिज्म है कुछ डेवलपमेंट के लिए ऑक्सिन की उच्च मात्रा अच्छी नहीं है यदि आपके पास ऑक्सिन की उच्च मात्रा है तो ऑक्सिन को निष्क्रिय रूप में संग्रहीत किया जा सकता है ऑक्सिन को निष्क्रिय करने के लिए एक मेकॅनिज्म है जो एक विशेष सेल में ऑक्सिन होमोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करता है और ऑक्सिन का सक्रिय पूल जो ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग को आरंभ करने में सक्षम है ध्रुवीय ऑक्सिन परिवहन की एक प्रक्रिया के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से वितरित किया जा सकता है इस प्रक्रिया के माध्यम से आप इस ऑक्सिन को एक सेल में वितरित कर सकते हैं जहाँ ऑक्सिन सिग्नलिंग शुरू करनी होगी चलो मान लेते हैं कि सेल में ऑक्सिन है तो रिसेप्टर द्वारा ऑक्सिन प्राप्त किया जाता है ऑक्सिन रिसेप्टर जो TIR1 है हम मान लें कि एक सेल में कोई ऑक्सिन नहीं है क्या होता है ट्रेन्स्क्रिप्शन फ़ैक्टरtranscription factor का एक वर्ग है जिसे ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर कहा जाता है ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर जीन के सेट को नियंत्रित करता है जो ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग के डाउन्स्ट्रीम के साथ काम कर रहे हैं या आप कह सकते हैं कि ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग कई जीनों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर रहा है और क्या होता यदि कोई ऑक्सिन नहीं है तो ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर के नकारात्मक इन्हिबटर की बहुत अधिक मात्रा है जो AuxIAA है तो अनिवार्य रूप से AuxIAA ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर के साथ पिर बना सकता है और यह ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर को निष्क्रिय करता है यह ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर को जाने की अनुमति नहीं देता है और जीन को सक्रिय करता है जो ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग के डाउन्स्ट्रीम में काम कर रहा है लेकिन अगर आपके पास ऑक्सिन है यदि आपके पास ऑक्सिन की उच्च मात्रा है तो ऑक्सिन रिसेप्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है और रिसेप्टर के इस कंपलेक्स से और ऑक्सिन डिग्रॅडेशॅन के लिए इस AuxIAA प्रोटीन को लक्षित करता है तो जब ऑक्सिन होता है तो इस प्रोटीन को एक मेकॅनिज्म के माध्यम से डिग्रेड किया जाएगा और फिर जब एक बार यह प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा तो ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा अब यह ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर जाता है और यह ऑक्सिन रीस्पॉन्स एलिमेंट से वाइंड हो जाता है जाता है और फिर जीन को सक्रिय करता है या जीन को रीप्रिस करता है इस ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर की प्रकृति के आधार पर और परिणाम ऑक्सिन रीस्पॉन्स हैं ये दो निर्माण जो प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं मूल रूप से एक सिंथेटिक प्रमोटर बनाया गया है जहां ऑक्सिन रीस्पॉन्स एलिमेंट या DNA एलिमेंट जहां ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर आ सकते हैं और वाइंड हो सकते हैं तो यह एक बेसल न्यूनतम प्रमोटर के साथ क्लोन किया गया है और फिर इस निर्माण DR5 या DR5rev को उत्पन्न किया गया है अनिवार्य रूप से एक सिंथेटिक प्रमोटर उत्पन्न होता है जहां हमने ऑक्सिन रीस्पॉन्स एलिमेंट के साथ एक बेसल अभिव्यक्ति तत्व प्रमोटर बेसल प्रमोटर को रखा है जिसका अर्थ है कि इस प्रोटीन की सामान्य स्थिति के तहत बहुत कम या बहुत ही बेसल स्तर की अभिव्यक्ति होगी लेकिन अगर ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर आता है और ऑक्सिन रीस्पॉन्स एलिमेंट को वाइंड करता है तो यह अभिव्यक्ति को बढ़ा सकता है इस प्रणाली को DR5 आधारित रिपोर्टर प्रणाली कहा जाता है जो ऑक्सिन रीस्पॉन्स की रिपोर्ट करता है इसलिए यदि आप उच्च मात्रा में सिग्नल देखते हैं या यदि आप उच्च मात्रा में रिपोर्टर गतिविधि देखते हैं DR5 रिपोर्टर गतिविधि जिसका अर्थ है कि वह सेल है जहां ऑक्सिन सिग्नलिंग चल रही है यह एक विशिष्ट उदाहरण है यदि आप इस निर्माण को लेते हैं और रूट में जांचते हैं यह रूट कैप है आप रूट कैप में बहुत अधिक मात्रा में सिग्नल देख सकते हैं और फिर रिपोर्टर जीन आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं यहां रिपोर्टर जीन GFP है यहां न्यूक्लियर स्थानीयकृत YFP या VENUS है यहां आपके पास एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम स्थानीयकृत RFP है इसलिए इसके आधार पर आप ठीक ठीक बताते हैं कि ऑक्सिन रीस्पॉन्स कहाँ हैं स्लाइड समय देखें 1741 जैसे ऑक्सिन सिग्नलिंग लेटरल रूट विकास को रेगुलेट करता है मेकॅनिज्म क्या है यह कैसे रेगुलेट करता है और क्या सबूत है कि ऑक्सिन सिग्नलिंग लेटरल रूट विकास को रेगुलेट कर रहा है यदि आप पिछले याद करते हैं AuxIAA ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर का एक नकारात्मक इन्हिबटर है इसलिए यदि आपके पास Aux IAA की उच्च मात्रा है तो इसका मतलब है कि कोई ऑक्सिन सिग्नलिंग सक्रिय नहीं होगा और यहाँ यह म्यूटॅन्ट है इस म्यूटॅन्ट में ऐसा क्या होता है कि इस प्रोटीन का स्तर स्थिर होता है तो आपके पास Aux IAA की उच्च मात्रा है Aux IAA की उच्च मात्रा का अर्थ है इस म्यूटॅन्ट में कोई ऑक्सिन सिग्नलिंग सक्रिय नहीं है ऑक्सिन सिग्नलिंग जो सक्रिय नहीं है वह लेटरल रूट गठन में परिणाम नहीं करेगा तो यह बताता है कि सक्रिय ऑक्सिन प्रतिक्रिया सिग्नलिंग लेटरल रूट गठन के लिए महत्वपूर्ण है अब ये दो ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर हैं AUXIN RESPONSE FACTOR 7 और AUXIN RESPONSE FACTOR 19 यदि आप यहां डबल म्यूटेंट देखते हैं तो आप यह भी देख सकते हैं कि कोई लेटरल रूट नहीं है इसलिए भले ही ऑक्सिन हो ऑक्सिन सिग्नलिंग शुरू हो जाती है और यह प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है लेकिन यह ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर म्यूटेंट होता है इसलिए यदि आपके पास ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर नहीं है तो आप ऑक्सिन रीस्पॉन्स उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और जब ऑक्सिन रीस्पॉन्स नहीं होती है तो आप लेटरल रूट विकास कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते यह भी पता चला कि यह ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर के कुछ अन्य वर्ग को रेगुलेट कर रहे हैं ये LOB डोमेन या LBD डोमेन हैं जिनमें ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर शामिल हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप इस AUXIN RESPONSE FACTOR 7 और 19 म्यूटेंट को लेते हैं और LBD 16 रख देते हैं तो आप पहले से ही फेनोटाइप को बचा सकते हैं यहां लेटरल रूट गठन है जो बताता है कि ऑक्सिन मूल रूप से ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर के एक नकारात्मक रेगुलेटर को नकारात्मक रूप से रेगुलेट कर रहा है तो AuxIAA मूल रूप से ऑक्सिन रीस्पॉन्स फ़ैक्टर का नकारात्मक रेगुलेटर है इसलिए जब ऑक्सिन सिग्नलिंग होती है तो ऑक्सिन सिग्नलिंग इस फ़ैक्टर को डिग्रेड कर रही है जिसका अर्थ है कि यह AUXIN RESPONSE FACTOR 7 और 19 की अभिव्यक्ति को सक्रिय कर रहा है और तब 7 और 19 जा रहे हैं और LBD 16 18 29 और ASL16 को सक्रिय कर रहे हैं और एक बार ये जीन सक्रिय हो जाने के बाद आप लेटरल रूट इनिशीएशन कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं इस म्यूटॅन्ट पृष्ठभूमि में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हालांकि ये जीन यहां नहीं हैं लेकिन वे मूल रूप से म्यूटॅन्ट हैं लेकिन आप डाउनस्ट्रीम जीन प्रदान कर रहे हैं तो आप LBD 16 रख रहे हैं इसलिए यदि आप यहां से सिग्नलिंग को सक्रिय करते हैं तो आप पहले से ही लेटरल रूट विशिष्ट विकास कार्यक्रम देख सकते हैं जिसका अर्थ है कि वे एक ही मार्ग में काम कर रहे हैं और वे लेटरल रूट इनिशीएशन की प्रक्रिया को रेगुलेट कर रहे हैं एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका जो ऑक्सिन निभाता है यह लेटरल रूट की स्थिति को नियंत्रित करता है तो यह केवल लेटरल रूट विकास नहीं है लेकिन जहां प्राथमिक जड़ों में लेटरल रूट को होना चाहिए वह भी ऑक्सिन सिग्नलिंग द्वारा रेगुलेट होता है यहाँ बढ़ते अरबिडोप्सिस सीड्लिंग में आप देख सकते हैं कि लेटरल रूट्स वैकल्पिक है तो एक दाएं पर है फिर बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं और सामान्य जंगली प्रकार में वितरण काफी बराबर है तो आप देख सकते हैं कि लगभग 50 प्रतिशत लेटरल रूट्स बाईं ओर आ रही हैं 50 प्रतिशत दाहिनी ओर की ओर आ रही हैं लेकिन अगर आपके पास ऑक्टिन सिग्नलिंग म्यूटेंट या ऑक्सिन रीस्पॉन्स म्यूटॅन्ट है तो आप देख सकते हैं कि यह पैटर्निंग बदल गया है तो अब आपके पास बाईं ओर दाईं ओर अधिक है इसलिए जब आप म्यूटॅन्ट पृष्ठभूमि रखते हैं तो संतुलन मूल रूप से डिस्टर्ब होता है और यहाँ यह फिर से सबूत है कि ऑक्सिन महत्वपूर्ण है यह एक डोमिनेंट नकारात्मक म्यूटॅन्ट है जो ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग को दबा देता है यदि आप इसे जाइलम पोल पेरीसाइकिल सेल में ओवर एक्सप्रेस करते हैं तो ऑक्सिन सिग्नलिंग दब जाता है और आपके पास लेटरल रूट् विकास नहीं होता है तो विशेष रूप से जाइलम पोल पेरिकल्स में ऑक्सिन सिग्नलिंग का दमन लेटरल विकासात्मक कार्यक्रम को लगभग रोक देता है यह सुझाव देता है कि जाइलम पोल पेरीसाइकल सेल में ऑक्सिन सिग्नलिंग की लेटरल रूट्स विकास सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण है यह DR5 कन्स्ट्रक्ट है जो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव कन्स्ट्रक्ट है और अगर आप ल्यूसिफरेज अस्से लेते हैं तो जहां भी आपके पास सिग्नल की मात्रा ज्यादा है इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सिन सिगनलिंग की मात्रा ज्यादा है वहां लैटरल रूट प्राइमर्डिया या लेटरल रूट डेवलपमेंट होता है और यदि आप लेटरल रूट डेवलपमेंट का बहुत प्रारंभिक चरण देखते हैं तो यह DR5 GUS अभिव्यक्ति है ऑक्सिन सिग्नलिंग इन कोशिकाओं में विशेष रूप से सक्रिय हो रही है एक बार ऑक्सिन सिग्नलिंग सक्रिय हो जाती है यह कोशिकाएं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरना शुरू कर देती हैं और फिर प्राइमर्डिया इनिशीएशन की प्रक्रिया शुरू होती है और एक बार जब इनिशीएशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो टिप्स पर ऑक्सिन सिग्नलिंग प्रतिबंधित हो रही है और आप यहां देख सकते हैं यह बहुत ही रोचक प्रयोग है जो यह भी साबित करता है कि विशेष रूप से जाइलम पोल पेराइकल कोशिकाओं में ऑक्सिन सिग्नलिंग को सक्रिय करना बहुत महत्वपूर्ण है तो मूल रूप से यहां आप क्या करते हैं आप एक प्रोटीन या जीन के CreLox आधारित रेंडम इंटीग्रेशन एकीकरण का उपयोग करते हैं जो ऑक्सिन जैवसंश्लेषण के लिए जिम्मेदार है और फिर आप एक लाइन की तलाश करते हैं जहां इसे जाइलम पोल पेरिसायकल में इंटीग्रेट किया गया है यह आप कर सकते हैं क्योंकि इसे GUS के साथ जोड़ा गया है इसलिए यदि आप इस प्लांट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कोशिकाएं जो GUS गतिविधि दिखा रही हैं यह जाइलम पोल पेराइकल सेल है क्योंकि यह जाइलम के पास में है और यह iaaM व्यक्त कर रहा है यह एंजाइम मूल रूप से ट्रिप्टोफैन को ऑक्सिन में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है यदि आप एंजाइम मौजूद होने के बावजूद ट्रिप्टोफैन प्रदान नहीं करते हैं तो ऑक्सिन को संश्लेषित नहीं किया जाता है फिर आप देखते हैं कि यहां एक एंजाइम व्यक्त होता है लेकिन आप लेटरल रूट विशिष्ट डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते लेकिन जब आप ट्रिप्टोफैन जोड़ते हैं तो ये कोशिकाएं जहां यह एंजाइम मौजूद था उसे अब सब्सट्रेट मिल गया है इसने ऑक्सिन का उत्पादन किया है और एक बार इन कोशिकाओं में ऑक्सिन का उत्पादन होने के बाद आप देख सकते हैं कि कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है और ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति की तुलना में ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति में प्राइमर्डिया प्रति सीड्लिंग की संख्या में काफी वृद्धि होती है एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से कुछ पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं ऑक्सिन लेटरल रूट डिफ़र्इन्शीएशन के पहले चरण में काम करना शुरू कर देता है यहां तक कि लेटरल रूट संस्थापक कोशिकाओं के विनिर्देश के चरण में और यह असममित कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है यह न्यूक्लिअ स्थानीयकृत संकेत है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये कोशिकाएं हैं जिनमें ऑक्सिन की उच्च मात्रा है DR5 मूल रूप से ऑक्सिन गतिविधि को बता रहा है और वही कोशिकाएं LBD16 को व्यक्त कर रही हैं इसलिए एक ओवरलैप है जहां कहीं भी ऑक्सिन सिग्नलिंग अधिक है वहां LBD16 व्यक्त किए जाता है और यदि आप ARF7 और 9 म्यूटॅन्ट पृष्ठभूमि में देखते हैं तो आप देखते हैंLBD अभिव्यक्ति गायब हो जाती है तो यह सब एक्सपेरिमेंट बताता है कि ऑक्सिन बहुत प्रारंभिक अवस्था में है पहले सेल में ऑक्सिन इस मार्ग को रिप्रेस कर रहा है और विशेष रूप से इसे सक्रिय कर रहा है जो मूल रूप से समरूपता को तोड़ना शुरू कर रहा है लेटरल रूट इनिशीएशन के लिए समरूपता ब्रेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है यदि यह फ़ाउन्डर सेल का विनिर्देश है और यह आपकी पेराइकल कोशिकाएं हैं तो एक बार ऑक्सिन मैक्सिमा होने के बाद पेराइकल कोशिकाओं में एक बार ऑक्सिन की उच्च मात्रा होती है तो न्यूक्लियस आम न्यूक्लियस की ओर माइग्रेट करने लगता है तो यह न्यूक्लियर माइग्रेशन की एक प्रक्रिया है अब आप देख सकते हैं कि यह न्यूक्लियस आम सेल वॉल के बहुत करीब आ रहा है और जब वे आम सेल वॉल तक पहुंचते हैं तो ये कोशिकाएं इस तरह से विषम रूप से विभाजित होती हैं और फिर आपके पास केंद्र में दो छोटी कोशिकाएं होती हैं और दो कोशिकाएं जो बाहर होती हैं और यदि आप ऑक्सिन प्रतिक्रियाओं को देखते हैं तो ऑक्सिन प्रतिक्रियाएं यहां बहुत अधिक हैं और यह कम कोशिकाओं में थोड़ा कम है यह नूक्लीर माइग्रेशन की प्रक्रिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है या आप कह सकते हैं कि पहला कदम जो लेटरल रूट इनिशीएशन कार्यक्रम के लिए आवश्यक है यह ट्रांसजेनिक प्लांट है जहां एक ही प्लांट में तीन रिपोर्टर मार्कर व्यक्त किए गए हैं यह रिपोर्टर मार्कर प्लाज्मा झिल्ली को चिह्नित कर रहा है इसलिए आप प्रत्येक कोशिका लाइनों प्लाज्मा झिल्ली को देख सकते हैं फिर आपके पास H2B है जो हिस्टोन 2 प्रोटीन है हिस्टोन 2 प्रोटीन इसमें RFP सिग्नल है और यह न्यूक्लियस को स्थानीय करेगा क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियर प्रोटीन है और फिर आपके पास DR5 GFP है जिसमें ऑक्सिन रिस्पांस है इसलिए बहुत प्रारंभिक चरण में आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास केवल लाल संकेत है जिसका अर्थ है कि आपके पास न्यूक्लियस है लेकिन कोई DR5 गतिविधि नहीं है फिर भी कोई ऑक्सिन प्रतिक्रिया शुरू नहीं हुआ है यही कारण है कि आपके पास लाल कोशिकाएं हैं एक समय चूक वीडियो में क्या होता है थोड़े बाद के चरण में इस लाल का रंग गुलाबी होने लगा जिसका अर्थ है कि उन्हीं कोशिकाओं में जहाँ कोशिकाओं के न्यूक्लियस में ऑक्सिन प्रतिक्रियाएँ सक्रिय हो रही हैं जब ऑक्सिन प्रतिक्रियाएं होती हैं तो आपके पास GFP सिग्नल होगा और जब GFP और RFP विलय करना शुरू करेंगे तो रंग लाल से पीले रंग में बदलना शुरू हो जाएगा और फिर आप बाद के चरण में देख सकते हैं कि यह अधिक पीला हो जाता है और यह वह स्थान है जब आप यह भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियस ने भी माइग्रेट करना शुरू कर दिया है तो यहाँ न्यूक्लियस इस सेल वॉल से बहुत दूर था लेकिन इन कोशिकाओं में एक बार ऑक्सिन प्रतिक्रियाएँ शुरू हो जाने के बाद न्यूक्लियस इस आम सेल वॉल के बहुत करीब आने लगा है और फिर एक बार यह बहुत करीब है आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कोशिका विभाजन है एक न्यूक्लीय विभाजन और कोशिका विभाजन और इसका परिणाम यह है कि आप चार कोशिका अवस्था और आम सेल वॉल देख सकते हैं और उसके ठीक बाद साइटोकाइनेसिस और प्रत्येक कोशिका के अपने न्यूक्लियस हैं यह बताता है कि कुछ चीजें हैं जो बहुत गंभीर रूप से हो रही हैं और यह प्रक्रिया ऑक्सिनद्वारा रेगुलेटेड है पहली बात यह है कि ऑक्सिन की उच्च मात्रा है ऑक्सिन की मात्रा बढ़ रही है एक बार जब ऑक्सिन की मात्रा ऑक्सिन मैक्सिमा पहुंच जाती है तो न्यूक्लियस माइग्रेट करने लगता है न्यूक्लियस सेल वॉल के करीब आ रहा है तब कोशिकाएँ विभाजित हो रही हैं यह लेटरल रूप प्राइमर्डिया इनिशीएशन का पहला चरण है और यह प्रक्रिया तब नहीं हो रही है जब आपके पास ऑक्सिन सिग्नलिंग म्यूटन्ट है इसलिए यदि आप 7 और 19 arf ऑक्सिन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई स्पष्ट न्यूक्लीय माइग्रेशन नहीं है भले ही न्यूक्लीय माइग्रेशन हो कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है तो यह भी साबित करता है कि ऑक्सिन इसके लिए महत्वपूर्ण है और फिर एक और जीन जिसे GATA23 कहा जाता है GATA23 ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर का एक और वर्ग है और यह देखा गया कि यह ऑक्सिन के साथ अतिव्यापी अभिव्यक्ति पैटर्न दिखा रहा है तो आप असममित सेल डिवीजन से पहले देख सकते हैं कि यह जाइलम पोल पेराइक्लास कोशिकाओं में व्यक्त किया गया है और चरण 1 चरण 2 चरण 3 के दौरान लेकिन बाद के चरण में अभिव्यक्ति का स्तर नीचे जा रहा है और अगर आप GATA23 प्रमोटर को देखते हैं जो GFP के साथ फ्यूज्ड GATA प्रोटीन को चला रहा है तो आप देख सकते हैं कि जीन या GATA23 न्यूक्लीय माइग्रेशन से पहले भी व्यक्त किया गया है और यह न्यूक्लीय माइग्रेशन के दौरान भी जारी है इसलिए यह न्यूक्लीय माइग्रेशन के प्रारंभिक रेगुलेटर या LR संस्थापक सेल विनिर्देश की प्रक्रिया में से एक हो सकता है यह भी स्पष्ट रूप से यहां दिखाई देता है असममित सेल डिवीजन से पहले आप यहां सिग्नल देख सकते हैं फिर एक न्यूक्लीय माइग्रेशन है और फिर बाद के चरण में सेल विभाजन है और सभी कोशिकाएं प्राइमोर्डिया बना रही हैं GATA23 अभिव्यक्ति ऑक्सिन द्वारा प्रेरित है यदि आप ऑक्सिन के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको बहुत अधिक मात्रा में GATA23 अभिव्यक्ति दिखाई देती है लेकिन यह इंडक्शन तब नहीं होता है जब आपके पास ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर म्युटेंट होता है यह भी बताता है कि GATA ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग के नीचे की ओर काम कर रहा है इसलिए यदि आपके पास सामान्य ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग है तो ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग GATA को सक्रिय कर रहा है और GATA अन्य जीन को रेगुलेट कर सकता है इसलिए यदि आपके पास gata म्यूटन्ट है तो यह जाइलम पोल पेरिसायकल में GATA23 को ओवर एक्सप्रेस करने पर फ़ंक्शन या प्लांट का gata नुकसान है तो यदि आप प्राइमर्डिया के विभिन्न चरण देखते हैं तो क्या होता है प्रिमॉर्डिया के शुरुआती चरण में जब आपके पास GATA23 नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि लेटरल रूट प्रिमोर्डिया की संख्या कम हो गई है लेकिन जब आप बढ़ाते हैं या ओवरएक्सप्रेस करते हैं तो यह बढ़ जाता है तो यह बताता है कि GATA23 लेटरल रूट प्रिमोर्डिया विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रम को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है यह एक तस्वीर है जो दिखा रही है कि यह कहाँ मौजूद है और अगर आप देखें तो यह उभरता हुआ प्राइमोर्डिया है और ये नॉन इमिटेड प्रिमोर्डिया हैं आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि gata23 म्यूटन्ट में उभरे हुए प्राइमर्डियल नंबर काफी कम हो गए हैं और जब आप ओवरएक्सप्रेस करते हैं तो यह बढ़ रहा है गैर उभरे हुए प्राइमर्डिया के लिए भी यही सच है इसलिए बहुत सारे प्राइमर्डिया हैं जो अंदर उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन वे उभर नहीं रहे हैं यदि आप उन्हें गिनते हैं या यदि आप इसके माध्यम से जाते हैं और यह गिनने की कोशिश करते हैं कि GATA23 म्यूटन्ट होने पर गैर उभरी हुई प्राइमर्डियल संख्या भी कम हो जाती है और जब GATA23 म्यूटेड इंड्यूस होता है तो आप देख सकते हैं कि प्राइमर्डिया की संख्या काफी इंड्यूस्ड है तो यह सब अगर मैं लेटरल रूट विकास में संक्षेप करता हूं औक्सिन लेटरल रूट विकास कार्यक्रम के लगभग हर अपेक्षा को रेगुलेट कर रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों को रेगुलेट करने वाले ऑक्सिन के मॉड्यूल के अलग अलग सेट हैं यद्यपि हम परिपक्वता क्षेत्र में लेटरल रूट को देखते हैं लेकिन कार्यक्रम या विकासात्मक प्रोग्रामिंग बेसल मेरिस्टेमbasal meristem के रूप में जल्दी शुरू हो गया है तो यह रूट के बहुत ही सिरों पर मेरिस्टेमेटिक ज़ोन है मेरिस्टेम में हमारे पास यह बेसल मेरिस्टेम है तो लेटरल रूट प्रोग्राम की प्राइमिंग बेसल मेरिस्टेम में शुरू होती है और यहां ऑक्सिन मूल रूप से इस मॉड्यूल ऑक्सिन औक्स IAA 28 ARF 5 6 7 8 और 19 के माध्यम से काम कर रहा है और यह ऑक्सिन विशिष्ट मॉडल विकास लेटरल रूट के डेवलपमेंटल प्रोग्राम के प्राइमिंग के लिए जिम्मेदार है फिर बाद के चरण में यह दूसरा ऑक्सिन सिग्नलिंग मॉड्यूल है जहां AuxIAA 14 के माध्यम से ऑक्सिन काम कर रहा है और यह ARF 7 और 19 को रेगुलेट कर रहा है और वे मूल रूप से लेटरल रूट फाउंडर सेल पोलराइजेशन में मदद कर रहे हैं यहां न्यूक्लियर माइग्रेशन जोन है जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और फिर यदि आप थोड़ा बाद के चरण में आते हैं तो दो मॉड्यूल हैं जो समानांतर में काम कर रहे हैं और वे लेटरल रूट इनीशिएशन और पैटर्निंग विकास को रेगुलेट कर रहे हैं और परिपक्वता क्षेत्र में अभी तक ऑक्सिन या इसी तरह के अन्य मॉड्यूल के एक और मॉड्यूल हैं आप कह सकते हैं कि यह मॉड्यूल 2 है और ये मॉड्यूल्स वे लेटरल रूट इमरजेंसी इमर्जन्स या उस क्षेत्र को रेगुलेट करने में समानांतर काम कर रहे हैं जहां आप लेटरल रूट को देखना शुरू कर सकते हैं तो यहाँ हम लेटरल रूट विकास पर रुकते हैं अगली कक्षा में हम शूट डेवलपमेंट लेंगे